डिज़ाइन थिंकिंग के सत्र में आपका फिर से स्वागत है हम आज जो विषय शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है "अनेक क्यों" आमतौर पर इसे "5 क्यों" भी कहते हैं यह नाम टोयोटा द्वारा 70 के दशक में दिया गया था और यह शॉप फलो पर काफी प्रसिद्ध हुआ था यह बहुत ही सरल तरीका है हमने इसके बारे में पहले भी बात करी है हमने आपको एक उदाहरण भी दिया था अब हम इस तरीके के बारे में की वास्तव में इन 5 "क्यों" का क्या मतलब है थोड़ा ज्यादा विस्तार में बात करेंगे तो यह एक के बाद एक "क्यों" का एक प्रकार का क्रम है तो प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों होता है ऐसा क्यों होता है यह प्रश्न मेरे दिमाग में व्यवधान पैदा करता रहता है आप क्यों का एक क्रम बना सकते हैं जिससे कि उससे संबंधित तार्किक विचार विकसित किए जा सके इसके लिए आपको कुछ मान्यताओं लेकर प्रारंभ करना होगा और फिर जब आप ग्राहक से या विशेषज्ञ से बात करें तो आपको देखना होगा की क्या इनसे कोई मतलब निकल रहा है अन्यथा आप वापस कार्यक्षेत्र में जाकर डाटा एकत्रित करके परस्पर संबंध स्थापित कर सकते हैं तो मैं आपको इसका परीक्षण करने के लिए बहुत ही सरल तरीका दूँगा आप इसको ग्राफ के द्वारा भी दिखा सकते हैं इस तरीके से इसको समझना अधिक आसान है जैसा मैंने आपको बताया कि यह टोयोटा के "5 क्यों" पर आधारित है और हम इसका प्रयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार करेंगे तो हम वापस मेरे उस पसंदीदा छात्र के उदाहरण पर जाते हैं जो की कक्षा में बहुत देरी से आता था और यह वह नियमित तौर ऐसा पर करता था वह देरी से आने में काफी नियमित था अब हम सोचते हैं कि वह ऐसा क्यों करता था मैं इसकी तह तक जाना चाहता था हां मैं छात्र को सबक सिखाना चाहता था जैसा कि आपने पहले मुझे यह कहते हुए सुना कि हम शुरुआत में इस उदाहरण को इसलिए ले रहे हैं कि क्योंकि किसी भी परिपेक्ष से आने वाला व्यक्ति इस उदाहरण को समझ सके और यह जान सके कि यह "5 क्यों" कैसे काम करते हैं पहले स्तर पर पर देखा जाए कि पहले "क्यों" का क्या आधार है छात्र नियमित रूप से कक्षा में देरी से क्यों आता है इसका उत्तर यह है कि वह देरी से सो कर उठता है चलिए इसे ग्राफ के माध्यम से देखते हैं इस समय पर वह जगता है तो वह काफी देरी से जगता है और असल में इसीलिए कक्षा में देरी से आता है उठने में देरी की वजह से वह कक्षा में देर से आता है यही संबंध है जो कि आप एक्स एक्सेस यहां नीचे और आपकी बाएं और वाई एक्सेस जिस पर छात्र की समय के साथ गतिविधि दिखाई गई हैं के बीच मैं देख रहे हैं अब वह कक्षा में देर से आया है क्योंकि वह देर से जागा है और यह समझना बहुत सरल है मैं फिर से कहूंगा कि नीचे जिस पर मैंने निशान बनाया है उसे मैंने मान्यता के तौर पर लिया है मुझे पता नहीं कि यह सच है कि नहीं पर उसने मुझे यही बताया है और मैं इस को सच मानकर चलूंगा यदि मैं इसका बहुत विश्लेषण करूं या अत्यधिक विधि पूर्वक चलूं तो मैं रोज़ाना उस पर नजर रखूंगा और यह पता लगाने की कोशिश करूँगा क्या कि असल में वह किस समय आता है आप यहां पर प्लॉट कर सकते हैं और और देख सकते हैं की यह असल में मार्क करेगा कि किस समय वह सोने जाता है और किस समय वह जागता है आप इसका विश्लेषण कर सकते हैं और वास्तव में प्लॉट कर सकते हैं और देख सकते हैं की असल में इसका मेल होता है या नहीं तो यह तरीका हो सकता है ऐसा करने का परंतु अभी भी पूर्वधारणा यह है कि यदि वह जल्दी जागे तो वह समय पर कक्षा में आ सकता है यह मेरी पूर्वधारणा है ठीक है इसको लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने दूसरा प्रश्न आता है कि वह इस प्रकार देर से क्यों उठता है आप जानते हैं कि यदि आपको कक्षा में समय पर आना है तो आपको जल्दी जागना पड़ेगा यह बहुत ही सरल है पर प्रत्यक्ष रूप से इतना सरल नहीं दिख रहा है यह हमको दूसरे स्तर के तर्क वितर्क पर लेकर आता है वह देर से जागा क्योंकि बहुत देर से सोया था जैसे कि वह 8 30 की कक्षा के लिए 800 बजे जागा यह बहुत देर है ऐसा क्यों हुआ क्योंकि वह सुबह 400 बजे सोया था यह भी बहुत देर है उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है यहां पर एक्स एक्सिस को दोबारा देखिए यहां देर से सोने के घंटे हैं देर से सोना असल में उसकी कक्षा के कार्यों को प्रभावित करता है उसे देर हो जाती है इसके दूसरे छोर पर यह परिस्थिति है कि यदि वह जल्दी जागे तो वह कक्षा में समय पर आएगा और इससे मुझे भी खुश रखेगा तो यह दूसरा स्तर हो गया जहां पर जब वह देर से सोता है तो कक्षा में देर से पहुंचता है परंतु यदि वह जल्दी सो जाएगा तो वह कक्षा में भी समय पर पहुंचेगा यहां पर प्रथम स्तर के तर्क में फिर से एक पूर्व धारणा जोड़ दी गई है वह जल्दी सोएगा तो जल्दी जागेगा और इसलिए कक्षा में समय पर पहुँचेगा यह इतना सरल है और यही हमारी पूर्वधारणा है इसका परीक्षण करना है और आप इसका विश्लेषण कर सकते हैं आप डाटा के बिंदु ले सकते हैं और यह सिद्ध कर सकते हैं कि वाकई में यह सत्य है या इनमें कोई परस्पर निर्भरता है आप इसका विश्लेषण कर सकते हैं अब इस तर्क को अगले स्तर पर ले जाते हैं यह तीसरा स्तर है जहां मैंने उससे पूछा और उसने बताया "मुझे बहुत सारे कोर्स करने हैं केवल आपका कोर्स की मेरे पास नहीं है मेरे पास प्रबंधन है मेरे पास यह है वह है " इस प्रकार उसने करीब 10 कोर्स का उल्लेख किया 10 कोर्स का मतलब काम की दस अंतिम तिथियां तो उसके पास इतनी अंतिम तिथियां होने की वजह से उसे कक्षा में आने में देरी हो जाती है इस तर्क से मेरे अंदर यह धारणा विकसित हुई क्योंकि उसके पास बहुत सारे कोर्स और कक्षाएं हैं इसलिए उसके लिए बहुत सारी अंतिम तिथियां हैं जिनकी वजह से वह देर से सोने जाता है जिसके कारण बहुत देर से जागता है और इसलिए वह मेरी कक्षा में देर से पहुँचता है इसका सबसे सरल समाधान यह है कि वह अपना नामांकन कम कक्षाओं के लिए करें और इससे वह वाकई में समय पर आ पाएगा यदि आपके पास कोई पुराना डाटा हो तो आप देख सकते हैं कि क्या कम कोर्स लेने पर वह समय से आता था क्या औसतन संख्या मे कोर्स लेने पर बहुत देर से आता था और बहुत सारे कोर्स होने के कारण वह बहुत देर से आता है तो तर्क का स्तर ऐसा हो सकता है और आप इस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं वास्तव में यहां समाधान देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आप आसानी से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम कैसे उन कोर्स की संख्या घटा सकते हैं जिनमें उसने अपना नामांकन किया है जिससे कि वह कक्षा में समय पर आएं मैं यहां पर छात्र के समय पर आने की जांच कर रहा हूं और यहां पर परिवर्ती तारक उसका बहुत अधिक या बहुत कम कोर्स में नामांकन होना है जैसा मैंने कहा कि यह इस पूर्वधारणा पर आधारित है कि यदि उसके पास कम अंतिम तिथियां होंगी तो वह जल्दी सो जाएगा और यदि वह जल्दी सो जाएगा तो वह जल्दी उठेगा और अगर वह जल्दी उठेगा तो वह कक्षा में समय पर पहुँचेगा यह बहुत लंबा तर्क है जो कि इसके ऊपर बनाया गया है और इन सब का समय पर आने के लिए सच होना आवश्यक है मैं एक और समस्या का जिक्र करुंगा जो कि अधिक गंभीर है यह दिखाने के लिए यह "5 क्यों" कैसे काम करते हैं इस उदाहरण में वह व्यक्ति है जिसे मैं सलाह देता था और जिसकी मुख्य आमदनी वाहनों की देखभाल और मरम्मत से होती थी तो वह गाड़ियों की देखभाल जांच और मरम्मत करता था और इसी से उसकी आमदनी होती थी वह एक डीलरशिप चला रहा था जो कि यहां से बहुत दूर नहीं है वास्तव में उसके सारी आमदनी दुपहिया वाहनों की देखभाल और मरम्मत से आती थी एक दिन मैंने ध्यान दिया कि जिस तरीके से उसका व्यवसाय चल रहा था उससे वह बहुत खुश नहीं था वह दुखी लग रहा था और मैंने उससे पूछा "क्या हुआ तुम दुखी क्यों हो क्या तुम मुझे समझा सकते हो " अपने सामने एक बड़ी सी स्प्रेडशीट को दिखाते हुए उसने कहा कि मेरी आमदनी मानो घट रही है मैंने कहा "ओ यह तो गंभीर समस्या है मैं समझ सकता हूं अब क्या तुम मुझे समझा सकते हो कि क्या चल रहा है " वाहनों की देखभाल और मरम्मत के उसके काम जिसको मैं जानता था से तुम्हारी आमदनी इतनी कम क्यों हो रही है बहुत जिरह के बाद उसने मुझे बताया "मैंने गौर किया है कि वाहन खरीदने के करीब 2 या 3 वर्ष के बाद ग्राहक मेरी वर्कशॉप में आना छोड़ देते हैं और कहीं और जैसे कि स्थानीय कारीगर के पास गाड़ी की देखभाल और मरम्मत कराने चले जाते हैं तो मैंने कहा "रुको रुको 1 मिनट रुको हम इसका विश्लेषण एक एक कर के करते हैं मेरे दिमाग में "5 क्यों" या "अनेक क्यों" थे और मैंने धीरे धीरे उससे पूछा कि चलो एक प्रश्न का सामना किया जाए वाहनों की देखभाल और मरम्मत से तुम्हारी प्रत्यक्ष आमदनी इतनी कम क्यों है इसका मुझे एक पंक्ति का उत्तर दो उसका उत्तर था ग्राहक कम आते हैं पहले से कम हो गए हैं तो मैंने इसे ग्राफ में प्लॉट कर दिया जैसा कि आप देख सकते हैं यह वैसा ही प्लॉट है जैसा कि आपने मेरे छात्र के केस में देखा था नीचे के एक्सेस या एक्स एक्सेस पर ग्राहक का आना है यह ग्राहक का आना है जब यह कम होता है तो आमदनी भी कम होती है यह मेरे मित्र या जिस व्यक्ति को मैं सलाह देता था जो कि मेरा मित्र भी था बहुत अच्छा मित्र ने मुझे बताया उसने मुझे बताया कि जब कम ग्राहक आते हैं तो आमदनी कम होती है तो इसका उल्टा भी सत्य है जब ज्यादा ग्राहक आते हैं और वह आते रहते हैं और कई ग्राहक ऐसे हैं जो नियमित तौर पर आते हैं तब मेरी आमदनी काफी अच्छी होती है यह एक रेखीय संबंध है जैसा कि हमने प्लॉट किया है वास्तविकता मे हो सकता है यह इतनी सरल ना हो इतनी सीधी ना हो इतनी रेखीय ना हो पर इससे आपको शुरुआत करने के लिए एक आधार मिला है यह समझने में आसान है तो आप ग्राहक के आने की संख्या प्लॉट कर सकते हैं और आमदनी को लेकर हिस्टोग्राम बना सकते हैं आप वाकई में ऐसा कर सकते हैं और आप इस पर आमदनी डालकर इसकी गहराई मैं जा सकते हैं और स्वयं इनका परस्पर संबंध देख सकते हैं तो यह इतना आसान है अब आप हिस्टोग्राम कैसे बनाएँगे एक कागज़ लीजिए और जितनी बार ग्राहक आए उतनी बार उसे नोट कर लीजिए और देखिए कि आपकी उनसे कितनी आमदनी हुई यही मैंने अपने मित्र को बताया और हमने पाया कि असल में यह दोनों संबंधित है तो पहले स्तर का हमारा तर्क सत्य साबित हुआ तो मैंने कहा कि चलो ठीक है एक तरीका तो यह है कि हम यहां रुक जाएं और देखें कि हम ग्राहक का वर्कशॉप पर आना कैसे बढ़ा सकते हैं मित्र ने कहा मैं प्रमोशन कर सकता हूं मैं मुफ्त लेबर सप्ताह कर सकता हूं जिससे कि कोई भी अपना वाहन लेकर आए खासकर पुराना वाहन तो उसे लेबर का पैसा नहीं देना पड़ेगा इससे बहुत सारे लोग आएँगे और मेरी आमदनी बढ़ जाएगी तो यह तो एक सीधा समाधान था जो कि वह सोच रहा था या हम इसे उसकी दूरगामी सोच भी कह सकते हैं अल्प अवधि मैं भी काम करेगा जितनी बार प्रोमोशन किया जाएगा उतनी बार आमदनी होगी और वह कम हो जाएगी क्योंकि ग्राहक फिर से अपने स्थानीय कारीगर के पास चले जाएंगे जब तक प्रोमोशन चलेगा तब तक उन्हें ठीक लगेगा इस समय जरूरी प्रश्न यह है कि ज्यादा ग्राहक क्यों नहीं आ रहे थे जिससे कि अधिक आमदनी हो उसका उत्तर स्वयं उसका उत्तर था कि मैं अपने ग्राहक पर नजर रख रहा था उसने मुझे बताया कि कुछ लोग मेरी वर्कशॉप से बहुत दूर रहते हैं और मैंने गौर किया है की ज्यादा वही लोग आते हैं जो पास में रहते हैं तो यह उसका तर्क था मैंने कहा ठीक है इससे हम अपने दूसरे प्लॉट पर आए जो कि ग्राहक के ठिकाने की दूरी से संबंधित है यदि वह दूर है तो असल में आमदनी कम हो जाएगी और इसलिए इसका उल्टा और इस पर मेरा उप सिद्धांत यह है कि यदि वे निकट होंगे तो मेरी आमदनी बढ़ेगी तो यह सीधा संबंध है जो मैंने उससे सुना क्योंकि उसका तर्क था की कम आमदनी ग्राहक के दूर रहने से संबंधित है तो यह मेरे तर्क का दूसरा स्तर था अब आप तीसरे चौथे स्तर तक जा सकते हैं और इस केस से ज्यादा सूचना निकाल सकते हैं आप फिर से यहां पर रुक सकते हैं और सोच सकते हैं कि आप उसकी वर्कशॉप से ग्राहक के ठिकाने की दूरी वास्तव में कैसे कम कर सकते हैं उत्तर उसके दिमाग में बिल्कुल तैयार था उसने कहा कि मैं शहर के अलग अलग भागों में कई और वर्कशॉप खोल सकता हूं इससे हमारे सामने एक समस्या आ जाती है यदि वह समर्थ है तो यह एक समाधान हो सकता है या वह किसी के साथ यहां तक कि स्थानीय कारीगरों के साथ जुड़कर मेरा मतलब है कि उन्हें प्रतिस्पर्धी क्यों माना जाए उन्हें सहयोगी मानकर कहे कि यदि ग्राहक मेरे पास आएंगे तो मैं आपको कुछ प्रतिशत हिस्सा दूँगा मैं आपको अपनी आमदनी का हिस्सा देने को तैयार हूं यदि आप उनको मेरे पास भेजें तो वास्तव में हम इस प्रकार का समझौता कर सकते हैं तो यहां पर इस विचार को या इस विचार की चतुराई को महत्व नहीं देना है बल्कि ग्राहक ठिकाने की दूरी को कम करने की सोच को महत्व देना है यहां पर आपका विचार सिर्फ आमदनी बढ़ाने पर केंद्रित होना चाहिए अगर आप ध्यान दें तो एक्स एक्स में हम ग्राहक के नज़रिए से देख रहे हैं और यहां पर हम कंपनी के नज़रिए से देख रहे हैं दोनों पक्ष जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं यह दोनों पक्ष द्वंद में हैं यदि आप एक नज़रिए से देखें तो यह वास्तव में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और इसलिए हमें दोनों के पक्ष से इसे देखना पड़ेगा और यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि दोनों पक्ष संतुष्ट हो तो यहां पर जैसे कि मेरे छात्र के केस में था हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जो कि एकदम साफ तौर पर समझ में आ रहा है हम लोग सर्वोत्कृष्ट समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उदाहरण के लिए हम इस बात पर समझौता कर सकते हैं कि यदि दोनों पक्ष आधे रास्ते पर हो और मुझे आमदनी का एक हिस्सा मिल जाए तो मेरे लिए यह ठीक रहेगा और यह एक तरीके की सुलह होगी और ऐसा ठीक है परंतु यहां पर अन्वेषक और डिज़ाइन थिंकर के तौर पर हम एक तरीके से एक साथ दो नावों में सवार होना चाह रहे हैं जैसा कि आपने अश्विन को पहले कहते हुए सुना था वो यहाँ पर लागू होता है हम वाहन की देखभाल और मरम्मत से सीधी आमदनी चाहते हैं चाहे ग्राहक कितना भी दूर हो तो वह जहां है वहीं पर रहे परंतु फिर भी मुझे मेरे आमदनी प्राप्त हो मैंने कुछ वाहनों खासकर चार पहिया वर्ग में इसे पिक एंड ड्रॉप के माध्यम से होते हुए देखा है तो ग्राहक जहां है वहां से उनका वाहन लाया जाएगा ग्राहक को स्वयं वर्कशॉप आने की आवश्यकता नहीं है जो कि असल में समस्या की जड़ है समस्या ग्राहक के ठिकाने की दूरी नहीं बल्कि जो दूरी ग्राहक तय करके आता है वह है तो शब्द वास्तविकता में बदले जा सकते हैं और अगर आप उन्हें बदलते हैं तो असल में आपको इस रूप में एक समाधान मिल जाता है की उनको वर्कशॉप तक आने की जरूरत नहीं है वर्कशॉप के कर्मचारी ग्राहक के ठिकाने पर जाकर वाहन को लेकर आएँगे और काम होने के बाद वापस उनके ठिकाने पर छोड़ देंगे इससे हम द्वंद के अगले स्तर पर पहुंचते हैं कि हम इतने कर्मचारी कहां से लाएंगे यदि यह सेवा मांगने वाले बहुत सारे लोग हैं तो हम कैसे इतने सारे कर्मचारियों को पूरे शहर में भेजेंगे जब भी ग्राहक कहेगा कि उसके वाहन को ले जाया जाए और दिन के अंत में उन्हें वापस छोड़ा जाए ठीक है तो यह अगली समस्या का कथन होगा हम इन चार्ट तथा "क्यों" के अलग अलग स्तरों के माध्यम से एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाएंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे अगले हिस्से में हम लोग जो समाधान प्रस्तुत किए गए हैं उनसे उत्पन्न हुए द्वन्दों को असल में देखेंगे आप जानते हैं कि इससे पहले वाले स्तर में हमने एक अवधारणा ब्रांड प्रोमोशन का समाधान प्रस्तुत किया था जिससे मजदूरी का खर्च बढ़ गया और आमदनी घट गई थी यदि आपको मेरा मुफ्त मजदूरी के सप्ताह का सुझाव याद हो तो असल में इससे मजदूरी से आमदनी मैं गिरावट आ गई थी अब मुद्दा यह है कि हम कैसे इस गिरावट को रोक सकते हैं और फिर भी आमदनी बढ़ा सकते हैं और ग्राहक को भी वर्कशॉप पर ज्यादा बुला सकते हैं तो यह वह द्वंद है जिस पर हमें ध्यान देना है और यही हम इसके आगे करेंगे धन्यवाद